अंतिम कक्षा में हमने फोटोइलास्टिसिटी का संक्षिप्त परिचय दिया था और मैंने फोर प्वाइंट बेंडिंग के तहत एक बीम का उदाहरण लेकर फोटोइलास्टिसिटी की शुरुआत की फ़ोकस यह दिखाने पर था कि वास्तव में फोटोइलास्टिक फ्रिंजस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 के कंटूर को दर्शाते हैं तो इसका क्या फायदा है यदि आपके पास स्ट्रेस क्षेत्र समीकरण हैं तो आप विश्लेषणात्मक रूप से सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 की गणना करने और इसे प्लॉट करने की स्थिति में होंगे और देखेंगे कि क्या यह प्रयोगों में प्राप्त होने वाली चीज़ों की तुलना करता है और ज़ोर देने के लिए कि वह क्रैक एक वृत्तीय छेद या एक दीर्घवृत्तीय छेद की तुलना में अधिक खतरनाक है हमने फ्रिंज पैटर्न भी देखा हम उन फ्रिंज पैटर्न को फिर से देखेंगे आपके पास एक वृत्तीय छेद के साथ एक प्लेट है आपके पास एक दीर्घवृत्तीय छेद के साथ एक प्लेट है और आपके पास एक क्रैक के साथ एक प्लेट है अगर मैं वृत्तीय छेद के साथ एक प्लेट में 7 लोड बनाए रखता हूं साथ ही दीर्घवृत्तीय छेद में भी 7 लोड बनाए रखता हूं तो मेरे क्म्पेरिसन से पता चलता है क्रैक में आपके सामने आने वाले फ्रिंज की संख्या एक दीर्घवृत्तीय छेद या एक वृत्तीय छेद में जो आप देखते हैं उससे बहुत अधिक है तो यह एक तरीका है हम इसका लाभ उठा सकते हैं हम एक क्रैक के आसपास के क्षेत्र में स्ट्रेस क्षेत्र समीकरण विकसित करने जा रहे हैं और हमें यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि क्या वे समीकरण सही हैं तो हम क्या कर सकते हैं विश्लेषणात्मक समीकरण से सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 प्राप्त करें और उन्हें प्लॉट करें और प्रयोगात्मक परिणाम के साथ उनकी तुलना करें और सुनिश्चित करें कि क्या हमारा परिणाम सही है यही कारण है कि मैंने कहा था कि मैं फ्रैक्चर यांत्रिकी में अवधारणाओं को विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर फोटोइलास्टिक विधि का उपयोग करूंगा यदि आप वास्तव में इतिहास को देखते हैं तो फोटोइलास्टिक फ्रिंज की ज्यामितीय विशेषताओं को देखकर स्ट्रेस क्षेत्र समीकरणों में सुधार किया गया है और मैंने आपको क्रैक के आसपास के क्षेत्र में फ्रिंज की विशेष विशेषताओं को देखने के लिए भी कहा है आइए हम फ्रिंज की विशेषताओं को देखें यह क्रैक है और हम इसे संदर्भ अक्ष के रूप में लेंगे फ्रिंज इस अक्ष के ऊपर और नीचे सममित हैं अन्य प्रभावी विशेषता यह है कि शीर्ष में स्थित फ्रिंज आगे झुके हुए हैं इस ज्यामितीय विशेषता को अपने दिमाग में रखें जैसे ही हम स्ट्रेस क्षेत्र समीकरणों को विकसित करते हैं हम सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 के कन्टूरस को प्लॉट करेंगे और फ्रिंज पैटर्न के साथ तुलना करेंगे और देखेंगे हम क्या प्राप्त करते हैं कुछ क्षण प्रतीक्षा करें हिस्टॉरिकल डेवलपमैंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंगलिश ग्रिफिथ एंड इरविन अब हम वापस चलते हैं और ऐतिहासिक विकास को देखते हैं और यदि आप इंगलिस के द्वारा एक टेन्शन स्ट्रिप में दीर्घवृत्तीय छेद के अध्ययन को देखते हैं जो 1913 में किया गया था और उनके काम में किस पर अधिक महत्व दिया गया था यदि आप इतिहास को देखें तो स्ट्रेस को संकेन्द्रित करने की पहली समस्या किर्च द्वारा हल की गई थी यह 1898 में था उन्होंने एक छोटे से वृतीय छेद के साथ एक अनंत प्लेट की समस्या को हल किया यह संभव था क्योंकि आपके पास ध्रुवीय निर्देशांक के साथ साथ कार्टीशन आयताकार निर्देशांको का भी विकास था तो छेद को एक ध्रुवीय निर्देशांक से मॉडल किया जा सकता है आप छेद पर सीमा स्थिति को आसानी से पहचान सकते हैं आप छेद पर सीमा स्थिति को आसानी से निर्दिष्ट कर सकते हैं तो पहली समस्या किर्च द्वारा हल की गई थी एक टेंशन स्ट्रिप में एक वृत्तीय छेद के मामलो के लिए और इंग्लिस को एक दीर्घवृत्तीय छेद के लिए यह दोहराने में लगभग पंद्रह साल लग गए तो जिस क्षण आप एक दीर्घवृत्तीय छेद पर जाते हैं आपको छेद की सीमा पर सीमा की स्थिति निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है और उन्हें समस्या को आसानी से हल करने के लिए एक दीर्घवृत्तीय कोऑर्डिनेट प्रणाली विकसित करनी पड़ी और जिसने क्रैक के महत्व को उजागर किया आइए हम इसे बहुत करीब से देखें और मैं चाहूंगा कि आप इसका एक साफ स्केच बनाएं तुम्हें पता है कि मैं इसे एक परिमित स्क्रीन पर दिखा रहा हूं तो कल्पना कीजिए कि यह एक छोटे दीर्घवृत्तीय छेद के साथ एक अनंत प्लेट है लेकिन यह स्पष्टता के लिए बड़ा दिखाया गया है और यह भी कि यहां एक छोटी पिक्सेलेशन एरर भी है आकृति को बढ़ाया गया है तो आप पाते हैं कि इसमें एक शिफ्ट है आप कल्पना करते हैं कि यह एक सीधी रेखा के रूप में है तो आपके पास यहां एक टेंशन स्ट्रिप में एक दीर्घवृत्तीय छेद है और यह इस अक्ष पर स्ट्रेसस की विशिष्ट परिवर्तन को दर्शाता है और आपके पास सिग्मा x x का परिवर्तन है और इंग्लिस ने यह पाया कि यह एक कारक 12ab द्वारा फार फील्ड स्ट्रेस से संबंधित है आप जानते हैं कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एक कोर्स में सुना होगा वह क्षण जब b शून्य की ओर जाता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अनंत की ओर जाता है उसका क्या अर्थ है एक अर्थ यह है कि स्ट्रेसस बहुत ऊपर जाती है दूसरा अर्थ एक क्रैक का कारण बताने के लिए स्ट्रेस संकेद्रण की कार्यप्रणाली है जो अब मान्य नहीं है अतः क्रैक की समस्या को संभालने के लिए आपको बेहतर गणितीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है और एक दीर्घवृत्तीय छेद का क्या फायदा है आप सत्यापित कर सकते हैं जबकि माइनर अक्ष को बदलने पर समाधान सही है एक्स्ट्रीमम केसेस ऑफ एन एलिप्टिकल होल यदि मैं मेजर अक्ष के बराबर माइनर अक्ष बनाता हूं तो मुझे एक वृतीय छेद के साथ एक प्लेट की समस्या मिलेगी और यदि आप b को a के बराबर बनाते हैं तो यह 3 की ओर जाता है और यह 1898 में वापस किर्च द्वारा प्राप्त किया गया था और आप पाते हैं कि जब आपके पास एक वृत्तीय छेद होता है तो अधिकतम स्ट्रेस फार फील्ड के स्ट्रेस से तीन गुना होता है तो आप सभी जानते हैं कि स्ट्रेस संकेन्द्रण का कारक 3 है और एक दीर्घवृत्तीय छेद के लिए आप स्ट्रेस संकेन्द्रण कारक की गणना कर सकते हैं वह क्षण जब आप b को शून्य की ओर ले जाते हैं आपके पास एक क्रैक की मॉडलिंग है और यहाँ जो संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है उसे इस तरह की समस्या से निपटने के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसके मान अनंत तक जाते हैं अब हम वापस आते हैं मान लीजिए मेरे पास एक छेद के साथ एक प्लेट है आपके पास केवल स्ट्रेस संकेन्द्रण होगा जब तक कि स्ट्रेस अधिकतम मानों तक नहीं पहुंच जाता है विफलता नहीं होगी दूसरी ओर जब मेरे पास क्रैक होता है तो यह क्या दिखाता है मान अनंत तक जाते हैं वास्तव में कुछ भी अनंत में नहीं जा सकता है अधिक से अधिक स्ट्रेस प्लास्टिक की स्थिति तक पहुंच सकता है आप इससे यही अनुमान लगा सकते हैं इंग्लिस की प्रत्यक्ष व्याख्या केवल आपको सूचित करेगी कि अगर मेरे पास क्रैक है तो कुछ भी ठोस रूप में नहीं रह सकता है बहुत छोटे भार के लिए भी आपके पास अनंत स्ट्रेस होगा अंततः यह टुकड़ों में टूट सकता है लेकिन यह वह तरीका नहीं है जिससे आप निकल पाते हैं वास्तव में आपके पास संरचनाएं हैं उनमें अंतर्निहित क्रैक है लेकिन वे संरचना को पाउडर के रूप में नहीं बनाते हैं यही इंग्लिस का परिणाम दिखाता है यदि आप इसे इसके फेस पर देखते है संदर्भ स्लाइड समय 0912 समझाने के लिए संरचनाएं क्रैक के साथ क्यों रहती हैं ग्रिफ़िथ एक सिद्धांत के साथ बाहर आने में सक्षम थे कि आपको क्रैक बढ़ाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है 1920 में ग्रिफ़िथ का यह योगदान था वह कांच में क्रैकस के प्रसार में विशेष रूप से रुचि रखते थे और वे क्रैक ग्रोथ के लिए सही विचारों को विकसित कर सकते थे वे अंदर तक जाने में सक्षम थे और कहते है कि इंगलिस समाधान बहुत महत्वपूर्ण है यह सतर्क करता था कि क्रैक अधिक खतरनाक है लेकिन इसने एक तार्किक व्याख्या प्रदान की कि आपके पास क्रैक के साथ संरचनाएं होंगी सिर्फ इसलिए कि इसमें क्रैक है आपको इसे हटाने की आवश्यकता नहीं है दरारें सतह पर बढ़ेंगी एक क्रिटिकल आयाम प्राप्त करेंगी तभी एक फ्रैक्चर होगा और हम बड़ी संख्या में व्यावहारिक स्थिति को देखेंगे जब आप एक पोस्टमॉर्टम करते हैं तो आप साफ तौर पर एक क्षेत्र में क्रैक ग्रोथ के बाद फ्रैक्चर देखेंगे इसलिए 1920 में ग्रिफ़िथ का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है उन्होंने सूत्रित किया कि मौजूदा क्रैक बढ़ेगा बशर्ते सिस्टम की कुल ऊर्जा इसकी वृद्धि से कम हो जाए तो आपको सराहना करनी होगी कि मौजूदा क्रैक बढ़ेगा और अंततः जब यह क्रिटिकल हो जाता है तो फ्रैक्चर होगा तो ऐसा नहीं है जब आपके पास एक क्रैक होता है जब आप सबसे छोटे भार को भी लागू करते हैं तो यह संरचना विफल होने वाली है ऐसा नहीं है इंगलिस के योगदान कि आपको सराहना करनी होगी वे विश्लेषणात्मक रूप से बाहर लाने में सक्षम थे कि क्रैक बहुत अधिक खतरनाक है भले ही ग्रिफ़िथ अपने विचारों को तैयार करने में सक्षम थे लेकिन उस समय विश्व युद्ध की सीमाओं के कारण उसके काम पर ध्यान नहीं दिया गया था ऐसा हो जाता है आप जानते हैं कोई वैज्ञानिक कार्य करता है केवल अगर चारों ओर शांति है तो आप जानते हैं लोग देखेंगे कि योगदान क्या है और विश्व युद्ध के बाद अवसाद भी था इसलिए लोग दिन प्रतिदिन के जीवन के बारे में चिंतित थे इसलिए वे वास्तव में विज्ञान के बारे में चिंतित नहीं थे तो यह ध्यान नहीं दिया गया था और इसका एक और पहलू भी है देखें कि ग्रिफ़िथ एक सुविधाजनक पैरामीटर को गढ़ने में सक्षम नहीं थे देखें विज्ञान या कला के किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आपको शब्दजाल विकसित करने की आवश्यकता होगी तुम्हें पता है शब्दजाल बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिस क्षण आप जार्गन सुनते हैं आप तुरंत समझ जाते हैं कि यह क्या बताता है तो आपको एक सुविधाजनक पैरामीटर बनाने की आवश्यकता है जब तक कि फ्रैक्चर को लोगों द्वारा नहीं देखा गया था यह योगदान इरविन द्वारा दिया गया था और यह 1948 में वापस आया फिर 1920 या 22 में ग्रिफ़िथ ने ये सभी प्रयोग किए केवल 1948 में इरविन ने इसे डक्टाइल सामग्रियों तक बढ़ाया ग्रिफ़िथ द्वारा जो भी काम किया गया था वह कांच पर था इसलिए आपको जो सराहना करनी होगी कि इंगलिस का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है ग्रिफ़िथ की समझ अच्छी है क्रैक ग्रोथ के लिए उनके पास सही विचार थे लेकिन वह उन्हें सुविधाजनक तरीके से व्यक्त करने में सक्षम नहीं थे वेरियस रिजल्ट्स ऑफ फ्रैक्चर इन ग्लास और आइए हम कुछ बहुत ही दिलचस्प उदाहरणों को देखें बस इस एनीमेशन को देखें और पहचानें कि यह एनीमेशन क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है अब आपने इसे देखा मुझे सवाल पूछने दो क्या आप देखते है कि इस प्लेट में क्रैक है और क्या होता है यह वास्तव में एक बॉल पेन है आप जानते हैं कि आप इसे दबाते हैं आप पाते हैं कि क्रैक का क्या होता है क्रैक लंबाई में बढ़ती है जिस क्षण मैं लोड हटाता हूं आप पाते हैं कि क्रैक के सही होने का एक आभास होता है वास्तव में माइका और ग्लास जैसे ब्रिटल ठोस पदार्थों में ग्रिफ़िथ ने देखा कि जब भार हटा दिया जाता है तो क्रैक ठीक हो जाता है देखिए यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद है मान लीजिए मैं एक एनर्जी मेथड करना चाहता हूं मेरे लिए समीकरणों को तैयार करना आसान है यदि मेरे पास एक रिवर्सिबल प्रक्रिया है देखें यदि आप फ्रैक्चर को देखते हैं तो यह आंतरिक रूप से नॉन रिवर्सिबल है क्योंकि वास्तविक ठोस में आपके पास प्लास्टिक विरूपण होगा ऊर्जा का प्रसार होता है और आप मूल स्थिति में वापस नहीं आ सकते अत्यधिक ब्रिटल ठोस पदार्थों में लोगों ने उपयुक्त परिस्थितियों में पाया है कि क्रैक ठीक हो सकता है यदि आप ऊर्जा रिलीज दर को याद करते हैं तो मैंने कहा था कि मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि क्रैक बढ़ने के लिए कितनी ऊर्जा आवश्यक है मैंने कहा कि मैं इसे बंद करने जा रहा हूं बंद करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का पता लगाएं मैं इसका उपयोग यह पता लगाने के लिए करूंगा कि क्रैक बढ़ने के लिए कितनी ऊर्जा आवश्यक है तो इस तरह के गणितीय जोड तोड़ पर जाने के लिए यह मदद करता है वास्तव में यह हमारी प्रयोगशाला में एक दुर्घटना हूई थी और मैंने जल्दी से वह रिकॉर्ड प्राप्त किया और पाठ्यक्रम सामग्री के हिस्से के रूप में शामिल किया और मुझे एक और उदाहरण लेना चाहिए यहां मैं एक ग्लास प्लेट दिखा रहा हूं मैंने इस जगह पर सिर्फ एक पत्थर फेंका है यह टूट गया और फिर मैंने उन्हें एक साथ रखने और उन्हें ग्लास के रूप में लाने के लिए सिलोफ़ेन टेप का उपयोग किया आप यहाँ क्या देखते हैं एक पत्थर डालकर मैंने इस ग्लास मे ऊर्जा को पंप किया है और ग्लास ने ऊर्जा को फैलाया है यह किस तरीके से किया गया है आपके पास कोर से कुछ सामग्री निकाली गई है और आपके पास क्रैक की कई शाखाएं हैं यदि मैं एक फ्रैक्चर सिद्धांत बनाता हूं तो फ्रैक्चर सिद्धांत यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि कितनी दरारें हैं किस दिशा में विकसित होगीं और बढ़ेगीं हमारे पास उस तरह का जवाब होना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति केवल कहेगा कि ग्लास टूट गया है ग्लास को बदल दें एक वैज्ञानिक को यह देखना होगा कि ऊर्जा कैसे नष्ट हो गई है कितनी क्रैक की शाखाएं आई हैं और इससे कैसे निपटना है मैं एक और उदाहरण दिखाऊंगा आप बस देखिए एनीमेशन देखिए यह फिर से कांच की एक शीट में है मैं एनीमेशन को फिर से दोहराऊंगा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देता है आपके पास ये है कि मेरे पास एक क्रैक था जिसके पास एक विशेष गति थी फिर अचानक यह दो क्रैक के रूप में निकलता है मैं एनीमेशन दोहराऊंगा आप बस इसका निरीक्षण करें क्रैक की गति बढ़ जाती है अचानक यह दो हो जाती है तो फ्रैक्चर यांत्रिकी के दृष्टिकोण से आपको क्या देखना होगा यदि मैं एक फ्रैक्चर सिद्धांत विकसित करता हूं तो फ्रैक्चर सिद्धांत यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि क्रैक क्यों निकलता है वास्तव में यदि आपने एनीमेशन को बारीकी से देखा है तो क्रैक की गति बढ़ रही थी तो जब काइनेटिक एनर्जी इससे अधिक थी तो ये क्या है गति बढ़ रही थी और इसे फोटोइलास्टिक विश्लेषण द्वारा स्थापित किया गया है जिसका उपयोग करते हुए डायनेमिक फोटोइलास्टिक कि क्रैक केवल रैले वैव गति ले सकती है यह उससे तेज नहीं जा सकता इसलिए और अधिक ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है इसलिए यदि और अधिक ऊर्जा को नष्ट करना है तो क्रैक को बटना होगा तो यही कारण है कि मैंने कहा था कि फोटोइलास्टिसिटी फ्रैक्चर मैकेनिक्स के विकास से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है तो एक ऊपरी सीमा है जिसके साथ एक सामग्री में क्रैक बढ़ सकता है यह रैले वैव गति द्वारा तय किया गया और यह पहली बार कलथॉफ द्वारा प्रकाश में लाया गया था उन्होंने कॉस्टिकस की विधि का उपयोग करते हुए प्रयोगों की एक श्रृंखला की थी ये कास्टिक छाया हैं जो आपको कास्टिक द्वारा एक प्रयोग में मिलती हैं और आप फिर से एनीमेशन को देख सकते हैं एनीमेशन से पता चलता है कि क्रैक की गति बढ़ जाती है और यह शाखाओ में बट गया इसमें हमने पहले ही देखा है कि फ्रैक्चर मैकेनिक्स एक व्यापक क्षेत्र है जो कई विषयों को कवर करता है और आपके पास सामग्री विज्ञान नॉन डिस्ट्रक्टिव टैस्टिंग स्ट्रेस विश्लेषण और डिजाइन है और हम एक के बाद एक देखेंगे की आप इनमें से प्रत्येक पहलू में क्या सीखेंगे सामग्री विज्ञान फ्रैक्चर को कवर करता है चाहे यह एक क्लीवेज फ्रैक्चर हो या एक डक्टाइल फ्रैक्चर हो फ्रैक्चर प्रक्रिया है और फ्रैक्चर टफनेस का माप भी है ये तीन पहलू सामग्री विज्ञान के विषय में आते हैं नॉनडिस्ट्रक्टिव टैस्टिंग में आपको यह पता लगाना होगा कि क्रैक का पता कैसे लगाया जाए और क्रैक की निगरानी कैसे की जाए क्रैक कि निगरानी करने के लिए आपका आवधिक अंतराल क्या होना चाहिए और अंत में हम स्ट्रेस विश्लेषण और डिजाइन पर आते हैं इसमें आपके पास कई मुद्दे हैं हम एक स्ट्रेस क्षेत्र विकसित करेंगे जानकारी के रूप में और फ्रैक्चर टफनेस की जानकारी का उपयोग करते हुए हम बेहतर डिजाइन पद्धति के लिए जा सकते हैं और हमने पहले ही देखा था फ्रैक्चर मैकेनिक्स को डैमेज टोलेरंट डिजाइन दृष्टिकोण में हमारी मदद करनी है तो इसमें आपके पास दो मुख्य श्रेणियां हैं एक है सुरक्षित जीवन डिजाइन पारंपरिक विश्लेषण में देखें जब लोग फटीग के बारे में सोच रहे थे तो वे अनंत जीवन चाहते थे अनंत जीवन संभव नहीं है हम यहां जो कह रहे हैं वह प्रत्याशित जीवन के भीतर है संरचना सुरक्षित है यह वह तरीका है जिसे हम देख रहे हैं तो यह एक अलग दृष्टिकोण है देखने का एक और तरीका है जब आप परमाणु ऊर्जा जैसे कठिन प्रतिष्ठानों में हैं जहां किसी भी दुर्घटना से तबाही हो सकती है तो आप आह्वान करना चाहेंगे जिसे फेल सेफ डिजाइन के रूप में जाना जाता है एक मल्टीपल लोड पाथ है यदि एक मेंबर विफल हो जाता है तो आप विफल होने वाली संरचना नहीं चाहते हैं एक अच्छा उदाहरण है मान लीजिए कि आप प्लेइंग कार्ड से एक महल बनाते हैं लोगों के पास ऐसी प्रतियोगिताएं हैं आप बस जाएं और एक कार्ड को उड़ा दें या हटा दें पूरी संरचना ढह जाएगी और आप अपने संरचनात्मक व्ययस्था को उस तरह से ढाहना नहीं चाहते हैं आपके पास मल्टीपल लोड पाथ होने की आवश्यकता है और मैं उल्लेख किया था कि यदि आप अपने स्वयं के मानव शरीर को देखते हैं तो भगवान ने आपको दो गुर्दे दिए हैं यदि एक गुर्दा विफल हो जाता है तो आप अभी भी जीवित रह सकते हैं दूसरी किडनी आपकी मदद कर सकती है तो आपके पास प्राकृतिक द्वारा निर्मित कुछ अतिरिक्त प्रकार की आवश्यक प्रणाली हैं इसलिए अनुकूलन को देखते हुए अनुकूलन को एक सीमा से आगे न बढ़ाएं तो आपके पास मल्टीपल लोड पाथ होना चाहिए मान लीजिए कि मेरे पास एक क्रैक है तो मुझे क्रैक को रोकने लिए डिज़ाइन भी होना चाहिए क्रैक को रोकने के लिए हमारे पास तरीके होने चाहिए और अंत में किसी तरह की चेतावनी होनी चाहिए इससे पहले कि संरचना विफल होने वाली है तो आपके पास जिसे लीक बिफोर ब्रेक के रूप में जाना जाता है संक्षिप्त में LBB कहते हैं और LBB मानदंड परमाणु प्रौद्योगिकी में बहुत महत्वपूर्ण है जब तक घटक LBB मानदंड से नहीं गुजरते वे उन घटकों को परमाणु ऊर्जा स्थापना में उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं तो आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं इसलिए विज्ञान का उपयोग किया जाता है तो यह वही है जिस पर हम सभी जोर दे रहे हैं फ्रैक्चर यांत्रिकी संरचनाओं में निहित दोषों के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है और इस प्रकार मॉडलिंग इंजीनियरिंग समस्याओं में वास्तविकता के करीब है यह कैसे करता है यह स्ट्रेस तीव्रता कारकों को निर्धारित करने के लिए स्ट्रेस विश्लेषण का उपयोग करता है हमने अभी भी नहीं देखा है कि स्ट्रेस तीव्रता कारक क्या हैं हम अवधारणा को विकसित करेंगे और प्रारंभिक दोष आकार निर्धारित करने के लिए फ्रैक्चर टफनेस और नॉन डिस्ट्रक्टिव टैस्टिंग का निर्धारण करने के लिए सामग्री विज्ञान का उपयोग करेंगे तो यह बहुत महत्वपूर्ण है तो हम किस तरफ जाएंगे जब आप एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टैस्टिंग कहते हैं तो हम देखेंगे कि न्यूनतम आकार क्या है जो यह पता लगा सकता है तो यह धारणा होगी कि प्रारंभिक क्रैक का आकार क्या है और हम सैद्धांतिक गणना करेंगे इसलिए यदि आपके पास एक बेहतर नॉन डिस्ट्रक्टिव टैस्टिंग है तो हमारी फ्रैक्चर गणना भी बहुत बेहतर होगी तो NDT का विकास भी समान रूप से महत्वपूर्ण है उस सभी जानकारी के साथ सुरक्षित जीवन देने के लिए एक संरचना तैयार करना संभव है LEFM और EPFM का वर्गीकरण और एक बार जब आप फ्रैक्चर मैकेनिक्स में आते हैं तो दो व्यापक श्रेणियां हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं एक लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी है दूसरी एलास्टोप्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी है संपूर्ण फ्रैक्चर यांत्रिकी डक्टाइल उच्च स्ट्रेंथ मिश्र धातुओं से बने संरचनाओं पर केंद्रित है आप माइल्ड स्टील के लिए फ्रैक्चर यांत्रिकी लागू नहीं करते हैं केवल उच्च स्ट्रेंथ मिश्र धातुओं के लिए फ्रैक्चर यांत्रिकी लागू किया जाता है उच्च स्ट्रेंथ वाली मिश्र धातु एक ब्रिटल की तरह विफल हो जाते हैं जिसने फ्रैक्चर यांत्रिकी के जन्म को प्रेरित किया है यह वही है जो मैंने पहले उल्लेख किया था 1948 में इरविन द्वारा ब्रिटल ठोस पदार्थों के लिए ग्रिफ़िथ द्वारा उत्पन्न जो भी विचार थे उन्हें डक्टाइल उच्च स्ट्रेंथ सामग्री तक बढ़ाया गया हम देखेंगे कि उन्होंने यह कैसे किया है जब हम ऊर्जा रिलीज दर के अध्याय को देखते हैं तो हम यह पता लगाने में सक्षम होंगे कि वे कितनी आसानी से ग्रिफ़िथ के विचारों का विस्तार करने में सक्षम थे और ग्रिफ़िथ ने क्या किया जब आप इंगलिस समाधान को देखते हैं तो उन्होंने सतर्क किया कि क्रैक बहुत महत्वपूर्ण है तो लोग सोच रहे थे कि क्रैक महत्वपूर्ण है और वे विचारों को उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वे एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को भूल रहे थे जिसे इरविन ने इंगित किया था उन्होंने क्रैक से क्रैक टिप पर ध्यान केंद्रित किया फिर संपूर्ण फ्रैक्चर यांत्रिकी बहुत सरल हो गयी तो उन्होंने क्या किया विश्लेषण को दरार टिप पर ले जाकर उन्होंने स्ट्रेस तीव्रता कारक और ऊर्जा रिलीज दर जैसे व्यावहारिक मापदंडों को तैयार किया तो इरविन द्वारा यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और यहां तक कि हमारे पहले के वर्ग में हमने दिखाया है कि जब आपके पास क्रैक होता है तो दरार टिप को केंद्र के रूप में लिया जाता है क्रैक अक्ष को X अक्ष के रूप में लिया जाता है तो यह सब इरविन के योगदान से आता है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ध्यान को दरार टिप में स्थानांतरित कर दिया हम सुविधाजनक पैरामीटर प्राप्त करने में सक्षम थे अपेक्षाकृत क्योंकि यदि आप स्ट्रेस तीव्रता कारक को देखते हैं तो इसकी बहुत मज़ेदार इकाइयाँ हैं इसके अलावा ग्रिफ़िथ जो कहना चाह रहा था उसकी तुलना में इरविन ने जो कहा वह लोगों के लिए समझना आसान था और हमने पहले ही इस बात पर जोर दिया है कि जिस क्षण आपके पास क्रैक होगा आपके पास बहुत उच्च स्तर का स्ट्रेस होगा तो निश्चित रूप से एक प्लास्टिक क्षेत्र विकसित होगा और यदि आप LEFM को देखते हैं तो यह केवल दरार टिप के पास छोटे पैमाने पर यील्डिंग के लिए जिम्मेदार है और यह संक्षिप्त नाम SSY भी फ्रैक्चर यांत्रिकी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संक्षिप्त नाम है इसलिए जब आप SSY में आते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि यह छोटे स्तर पर यील्डिंग को संदर्भित करता है आपके पास एक प्लास्टिक ज़ोन बहुत अधिक स्थानीयकृत है आपको इसको समझना होगी क्योंकि यदि आप सीधे इंगलिस परिणाम का विस्तार करते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे यह संरचना एक पाउडर बन गई होगी क्यों यह अभी भी ठोस है यह स्पष्टीकरण केवल ग्रिफ़िथ द्वारा प्रदान किया गया था भले ही आपके पास व्यावहारिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक स्ट्रेस हो लेकिन यह अनंत नहीं बन सकता यदि यह एक इलास्टोप्लास्टिक सामग्री है तो यह या तो प्लास्टिक बन जाएगी या इनमें कुछ वर्क हार्डनिंग हो जाएगी ऐसे कुछ पहलू होंगे आपके पास वहां अनंत स्ट्रेस नहीं होंगे लेकिन प्लास्टिक क्षेत्र बहुत अधिक स्थानीयकृत है यदि यह बहुत अधिक स्थानीयकृत है तो LEFM लागू है यदि यह थोड़ा फैलता है तो आपको EPFM के लिए जाना होगा हम LEFM के साथ साथ EPFM को प्लास्टिक ज़ोन पर आधारित भी वर्गीकृत करेंगे LEFM का उपयोग एयरोस्पेस संरचनाओं में पाया जाता है क्योंकि आप अनिवार्य रूप से पतली संरचनाओं का उपयोग करते हैं और बड़े पैमाने पर यह एक सिद्धांत है कुछ एयरोस्पेस कंपोनेंट्स में आपको EPFM की भी आवश्यकता होगी लेकिन बड़े पैमाने पर LEFM एयरोस्पेस संरचनाओं पर लागू होते हैं बेस्ड ऑन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जैसा कि मैंने उल्लेख किया है यदि दरार टिप पर प्लास्टिक विरूपण अधिक है तो आपको EPFM देखना है कुछ स्थितियों में जहां भौतिक व्यवहार गैर रैखिक है जैसे कि परमाणु अनुप्रयोगों में EPFM आवश्यक है आप किस सामग्री से निपट रहे हैं इस आधार पर आप LEFM और EPFM को भी वर्गीकृत कर सकते हैं और मैं चाहूंगा कि आप इन स्लाइडों के नोट्स लिखते जाएं और LEFM को देखे अगर मैं उच्च स्ट्रेंथ वाले स्टील का उपयोग करता हूं तो प्रेसिपिटेशन हार्डेन्ड एल्यूमीनियम पॉलिमर ग्लास ट्रांजिशन टैम्प्रेचर के नीचे सिरेमिक और सिरेमिक कंपोजिट इन सभी सामग्रियों के लिए आप आराम से जा सकते हैं और LEFM का प्रयास कर सकते हैं यदि यह विफल रहता है तो EPFM के लिए जाएं ये सभी सिद्धांत हैं ये सभी कठोर नियम नहीं हैं यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है यह नमूने की मोटाई पर भी निर्भर करता है लेकिन यह कुछ ऐसा है कि जब मेरे पास एक उच्च स्ट्रेंथ मिश्र धातु है तो मैं कैसे जाऊंगा और चुनूंगा पॉलिमर भी इन दिनों बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं जब पॉलिमर बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं तो आपको यह जानना होगा कि LEFM के आधार पर आप किस स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं और हम ग्लास ट्रांजिशन टैम्प्रेचर के नीचे पॉलिमर पाते हैं आप LEFM को याद कर सकते हैं यदि यह ग्लास ट्रांजिशन टैम्प्रेचर से ऊपर है तो आपको EPFM के लिए जाना होगा बेस्ड ऑन मटेरियल एंड एप्लिकेशन तो आपके पास कुछ प्रकार की दिशानिर्देश है हमें कठोर नियम के बजाय इसे एक दिशानिर्देश के रूप में लेना होगा विशिष्ट सामग्री जिसके लिए EPFM या गैर रेखीय फ्रैक्चर यांत्रिकी लागू है निम्न और मध्यम स्ट्रेंथ वाले स्टील उच्च तापमान पर धातु या उच्च स्ट्रेन दरो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं उच्च स्ट्रेन दर बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है जब लोग बम विस्फोटों के कारण संरचनाओं की सुरक्षा का पता लगाना चाहते हैं तो ये सभी बहुत अधिक स्ट्रेन दरों पर हो रहे हैं तो आपको उचित मॉडलिंग करने की आवश्यकता है विशेष रूप से परमाणु प्रतिष्ठान बम हमले से सुरक्षित होना चाहिए ग्लास ट्राज़िशन तापमान के ऊपर पॉलिमर उच्च तापमान पर सिरेमिक क्योंकि गैस टर्बाइन में लोग थर्मल दक्षता में सुधार करना चाहते हैं इसलिए वे ऑपरेटिंग तापमान को यथासंभव अधिक करना चाहते हैं और सिरेमिक का उपयोग किया जा रहा है सिरेमिक मूल रूप से एक ब्रिटल सामग्री है लेकिन अगर इसका उपयोग उच्च तापमान वाले अनुप्रयोगों में किया जाता है तो LEFM पर्याप्त नहीं है आपको EPFM लागू करना होगा यह फिर से एक दिशानिर्देश है इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा अब हम देखेंगे कि हम प्लास्टिक क्षेत्र के आधार पर LEFM और EPFM को वर्गीकृत करेंगे और कुछ अवधारणाएं आपको भी मिलेंगी प्लास्टिक ज़ोन बहुत छोटा और अत्यधिक स्थानीय है और यह छोटे से योजनाबद्ध तरीके से दिखाता है कि प्लास्टिक क्षेत्र की प्रकृति क्या होगी और मेरे पास उच्च स्ट्रेंथ सामग्री इन प्लेन स्ट्रेन के लिए है फिर मेरे पास उच्च स्ट्रेंथ सामग्री इन प्लेन स्ट्रेस है यदि आप इसे ध्यान से देखते हैं तो प्लेन स्ट्रेन के मामले में प्लास्टिक क्षेत्र प्लेन स्ट्रेस के मुकाबले बहुत छोटा है पारंपरिक डिजाइन में आप कहते हैं यदि सामग्री में यील्डिंग होती है तो आप इसे विफलता मानते हैं मैंने पहले ही कहा है इससे पहले कि आप परिभाषित करें कि विफलता क्या है आपको अपने उपयोग को समझना होगा उपयोग के आधार पर आप तय करते हैं कि विफलता का अर्थ क्या है फिर जाकर डिजाइन को देखें फ्रैक्चर यांत्रिकी के मामले में जब मेरे पास एक क्रैक होता है तो आपके पास निरपवाद रूप से दरार टिप पर प्लास्टिक क्षेत्र होगा प्लास्टिक क्षेत्र अत्यधिक स्थानीयकृत है और वास्तव में यदि प्लास्टिक क्षेत्र प्लेन स्ट्रेस की स्थिति में थोड़ा फैलाया जाता है तो यह फ्रैक्चर यांत्रिकी के दृष्टिकोण से फायदेमंद है पूरी संरचना अभी भी केवल ब्रिटल के रूप में रहेगी जब आप लोड लागू करते हैं तो इसमें एक इलास्टिक प्रतिक्रिया होगी इसमें प्लास्टिक की प्रतिक्रिया नहीं होगी लेकिन क्रैक के पास आपके पास एक प्लास्टिक क्षेत्र होगा और वह प्लास्टिक क्षेत्र तय करता है कि क्रैक कैसे व्यवहार करने वाली है और वास्तव में फ्रैक्चर यांत्रिकी में यदि आपके पास दरार टिप के पास कुछ प्लास्टिसिटी है तो यह फायदेमंद है यह क्रैक को आसानी से बढ़ने से रोकता है तो यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा है फिर हमारे पास सामग्री का एक और सेट है जो इन प्लेन स्ट्रेस या प्लेन स्ट्रेन में अधिक डक्टाइल है आपके पास अभी भी उच्च प्लास्टिक क्षेत्र है और आपके पास परिस्थितियां भी हैं जहां प्लास्टिक क्षेत्र स्पष्ट रूप से फैला हुआ है मैं चाहूंगा कि आप इसकी एक साफ आकृति बनाएं आप जानते हैं कि फ्रैक्चर विश्लेषण में प्लास्टिसिटी की भूमिका संक्षेप में सामने आती है इसलिए अगर मेरे पास प्लास्टिसिटी के प्रसार के साथ एक डक्टाइल माटेरियल है तो एक निश्चित बिंदु तक आप EPFM लागू कर सकते हैं एक बिंदु से परे आपको प्लास्टिक पतन मिलता है क्योंकि कुछ संरचनाएं प्लास्टिक पतन से विफल हो सकती हैं तो आपको यह पता लगाना होगा कि क्या विफलता फ्रैक्चर से उत्पन्न हुई है अर्थात् सामग्री पृथक्करण या फ्रैक्चर होने से पहले भी प्लास्टिक क्षेत्र पूरी संरचना पर फैला है और यही कारण है कि आपके पास विफलता मान आंकलन आरेख फ्रैक्चर विश्लेषण में उपयोग किए जाते हैं वे यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या यह प्लास्टिक के पतन या फ्रैक्चर की श्रेणी में आता है तो इस तरह के दृष्टिकोण की आवश्यकता है जब आपको व्यावहारिक समस्याओं को देखना होगा तो यह एक समग्र विचार देता है कि प्लास्टिक क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूप से कैसे तय करता है कि समस्या को संभालने के लिए आपको किस प्रकार के सिद्धांत को पहले समीपता के रूप में लागू करना होगा टाइप्स ऑफ लोडिंग फिर हम महत्वपूर्ण पहलू पर आगे बढ़ते हैं कि दरार टिप के पास लोड करने के तरीके क्या हैं यह फिर से इरविन द्वारा एक योगदान है और उन्होंने देखा कि तीन स्वतंत्र तरीके हैं जिसमें दो क्रैक फ़ेसिस एक दूसरे के संबंध में आगे बढ़ सकते हैं आपको वर्तमान में इन एनिमेशन को लिखने की आवश्यकता नहीं है हम इनमें से प्रत्येक मोड को देखेंगे संबंधित मोड को मोड I मोड II और मोड III के रूप में लेबल किया गया है तीन स्वतंत्र तरीके हो सकते हैं जिसमें दो क्रैक फ़ेसिस चल सकते हैं और इन्हें मोड I मोड II और मोड III के रूप में लेबल किया गया है और इस अवधारणा की सुंदरता ये है कि यह तीन मोड में हैं जो सबसे सामान्य इलास्टिक स्थिति में क्रैक व्यवहार में सभी संभावित तरीकों का वर्णन करती हैं तो आपके पास सामान्य समस्या में विभिन्न अनुपातों के मोड I मोड II और मोड III का संयोजन होगा मोड I लोडिंग यह मुख्य रूप से मोड I या मोड II या मोड III या इनका संयोजन हो सकता है और अब हम देखेंगे जांच करेंगे और समझेंगे कि इनमें से प्रत्येक मोड में क्या होता है और उन्हें कैसे लेबल किया जाता है और उनमें से कौन सा दूसरे की तुलना में अधिक खतरनाक है अन्य मोड क्रैक प्रसार में किस तरह भागीदार हैं आप इस क्रैक का एक साफ स्केच बनाते हैं जो जिसकी ओपनिंग हो रही है और यहां क्या दिखाया गया है वे क्रैक फ़ेसिस हैं जो इस तरह से खुल रहे हैं क्रैक फ़ेसिस का विस्थापन क्रैक के प्लेन के लंबवत है और इसे मोड I के रूप में लेबल किया गया है इसे ओपेनिंग मोड भी कहा जाता है मुख्य रूप से क्योंकि आपके पास क्रैक है और क्रैक इस तरह खुलती है लोड के कारण क्रैक इस तरह खुल जाती है यह क्रैक ग्रोथ के लिए लोडिंग के सबसे आम और खतरनाक तरीकों में से एक है लोगों ने सिद्धांतों को विकसित किया है और दिखाया है कि क्रैक अंततः एक रास्ता लेगी जैसे कि लोडिंग इसके लंबवत है मोड II लोडिंग तो मोड I लोडिंग सबसे खतरनाक है और यहां तक कि जब हम स्ट्रेस क्षेत्र समीकरणों का पता लगाना चाहते हैं तो हमें मोड I के लिए स्ट्रेस क्षेत्र समीकरण विकसित करना पड़ता है फिर मोड II और मोड III के बाद मुझे आशा है कि आप उचित सटीकता के साथ स्केच बनाने में सक्षम हैं फिर हम मोड II पर जाते हैं जिसे स्लाइडिंग मोड के रूप में भी जाना जाता है और आप इस एनीमेशन में यहां देख सकते हैं यह क्रैक है और क्रैक सतह स्लाइड करती है प्लेन में एक स्लाइडिंग है और आप इसे इन प्लेन शियर मोड या स्लाइडिंग मोड कहते हैं क्रैक सतहों का विस्थापन क्रैक के प्लेन में होता है और क्रैक के अग्रणी किनारे पर लंबवत होता है और यह एनीमेशन में बहुत स्पष्ट रूप से देखा गया है और यदि आपके पास क्रैक है तो क्रैक की ऊपरी फेसेस स्लाइडिंग कर रहे हैं मेरा मतलब है कि वे इस तरह स्लाइडिंग कर रहे हैं आपके पास ओपनिंग मोड है आपके पास स्लाइडिंग मोड है तीसरा मोड है यह है टियरींग इस तरह यह आउट ऑफ प्लेन शियर है यही हम देखने जा रहे हैं मुझे आशा है कि आप इसका एक स्केच बनाने में सक्षम हैं आप एक उचित स्केच बना सकते हैं और यहां जो दिखाया गया है वह क्रैक फ्रंट स्थानीय तत्व के क्रैक की बाहरी सतहों का विस्थापन है हमने पूरी वस्तु नहीं दिखाई है बाहरी लोडिंग कुछ भी हो सकती है हम केवल यह देख रहे हैं कि क्रैक के आसपास के क्षेत्र में क्या होता है मोड III लोडिंग फ़ेसिस कैसे आगे बढ़ते हैं इसके आधार पर आप उन्हें मोड I मोड II या मोड III के रूप में लेबल करते हैं वास्तव में यदि आप द्वि सामग्री समस्याओं के लिए जाते हैं तो जाहिर तौर पर बाहरी ओपेनिंग मोड भी क्रैक फ़ेसिस के स्लाइडिंग का कारण बन सकता है तो यह समस्या पर निर्भर करता है हम यह नहीं देख रहे हैं कि बाहरी लोडिंग क्या है हम केवल क्रैक के आसपास के क्षेत्र में देखते हैं यह टियरिंग मोड है इसे मोड III भी कहा जाता है और आप पाते हैं कि क्रैक फ़ेसिस इस तरह के हैं वे इस अंदाज में आगे बढ़ते हैं इसे आउट ऑफ़ प्लेन शियर मोड कहा जाता है और इसे टेयरिंग मोड भी कहा जाता है और हम पहले ही देख चुके हैं कागज आमतौर पर एक फाड़ने की कार्रवाई से अलग होता है क्योंकि अगर कोई कागज की एक शीट देता है और आपको अलग करने के लिए कहता है तो आप इसे इस तरह नहीं खींचेंगे आप एक तह बनाएंगे और इसे इस तरह फाड़ देंगे और यह बहुत अधिक सुविधाजनक है और इस तरह कागज आसानी से फटकर अलग हो जाता है और फ्रैक्चर यांत्रिकी की शुरुआती समझ में एक चुनौती बाहरी लोडिंग की दी गई समस्या में है यदि आपके पास उस संरचना में क्रैक है तो क्रैक फेस के पास किस तरह की लोडिंग मौजूद है चाहे वह मोड I लोडिंग मोड II लोडिंग और मोड III लोडिंग के अधीन हो वास्तव में आपके असाइनमेंट में से एक आम डिजाइन परिदृश्यों की एक श्रृंखला देता है जहां आपके पास विभिन्न प्रकार के इस क्रैक के साथ एक ज्ञात प्रकार के लोडिंग के साथ एक संरचना है आपको बाहरी लोडिंग के कारण यह पता लगाना होगा कि क्या क्रैक फ्रैक्चर मैकेनिक्स के दृष्टिकोण से मोड I लोडिंग मोड II लोडिंग या मोड III लोडिंग का अनुभव करती है यह तुच्छ नहीं है आपको किसी तरह का प्रशिक्षण लेना होगा और सारांश क्या है मैंने कहा कि आपको जानना आवश्यक है कि क्या है जिसे एक स्ट्रेस तीव्रता कारक के रूप में जाना जाता है हालाँकि हम इसे अभी परिभाषित नहीं कर सकते हैं लेकिन आपको पता होगा कि यह क्या है इनमें से प्रत्येक मोड के लिए स्ट्रेस संकेद्रण कारक के समान आप पहचान सकते हैं कि स्ट्रेस तीव्रता कारक के रूप में क्या जाना जाता है जो निकटवर्ती क्षेत्र में स्ट्रेस क्षेत्र की ताकत को निर्धारित करता है और इसे K I के रूप में लेबल किया गया है इसे k i के रूप में नहीं पढ़ना है यह उन सामान्य गलतियों में से एक है जो लोग करते हैं आपको इसे K I के रूप में पढ़ना होगा इसे K II के रूप में पढ़ना होगा और इसे K III के रूप में पढ़ना होगा तो दिए गए लोडिंग के लिए आपको पता चलता है कि K I का मान क्या है K II का मान क्या है और K III का मान क्या है एक सामग्री परीक्षण से आपको पता चलता है कि मोड I मोड II और मोड III के लिए फ्रैक्चर टफनेस क्या है और उन्हें K I c K II c और K III c के रूप में लेबल किया गया है c यह दर्शाता है कि यह एक क्रिटिकल मान है और इसे एक सामग्री मापदंड के रूप में माना जाता है और मैंने पहले ही नोट कर लिया था देखिए सामान्य स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने क्या किया जब आपने संयुक्त लोडिंग की थी तो आपने प्रिंसीपल स्ट्रेसों की अवधारणा का आविष्कार किया था और आप यील्ड स्ट्रेंथ के एक सरल टेंशन टैस्ट से परिणाम का उपयोग करते हैं और आपको पता चलता है कि संयुक्त लोडिंग में विफलता कैसे होगी आप केवल एक परीक्षण करते हैं इसलिए इसी तरह फ्रैक्चर यांत्रिकी में जब हम जाते हैं और फ्रैक्चर सिद्धांतों को देखते हैं भले ही हम K I c K II c और K III c के बारे में बात करते हैं लोग K I c लगाते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि संयुक्त मोड विफलता की भविष्यवाणी करने के लिए भी इसका कितना अच्छा उपयोग किया जा सकता है इसीलिए मैंने कहा कि आपकी पारंपरिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ साथ फ्रैक्चर यांत्रिकी में भी समानताएं हैं क्योंकि जो हम समझते हैं हम अभ्यास करना चाहते हैं और इसलिए यह अभ्यास करने के लिए पर्याप्त सरलता होना चाहिए इसलिए हम इसके लिए जाते हैं हम गणितीय दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं कि मुझे इन सभी मापदंडों की आवश्यकता है तभी मैं जाऊंगा और डिजाइन करूंगा यह डिजाइन के काम करने का तरीका नहीं है इसे लागू करने के लिए आपको एक सरल प्रक्रिया का पता लगाना होगा ताकि आप सीमा के भीतर अच्छे हैं और अब हम पूछ सकते हैं कि जब मैं फ्रैक्चर यांत्रिकी में एक कोर्स करता हूं तो वे कौन से उत्तर हैं जो मुझे फ्रैक्चर यांत्रिकी से मिल सकते हैं यह सवाल है जो आप पूछ सकते हैं तो पहला सवाल यह है "एक क्रैक की क्रिटिकल लंबाई क्या है आप यह नहीं कह सकते हैं कि मैं संरचनाओं के विफल होने की प्रतीक्षा करूंगा और यह पता लगाऊंगा कि क्रैक की क्रिटिकल लंबाई क्या है आपको भविष्यवाणी करनी होगी इसका मतलब है कि आपको फ्रैक्चर सिद्धांत विकसित करना होगा आपको यह समझना होगा कि क्रैक किस तरह से व्यवहार करेगा आपको सामग्री मापदंड प्राप्त करना होगा और आपको दिए गए प्रकार के लोडिंग और उनके स्थिति के लिए भविष्यवाणी करने में सक्षम होना चाहिए उस संरचना के लिए यह क्रैक काफी महत्वपूर्ण है और एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया है देखिए जब मैंने लोडिंग के तरीके दिखाए थे तो मैंने केवल एक क्रैक लिया है आदर्शीकरण में जो हमने कहा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने आदर्श रूप से प्रस्तुत किया है कि यह एक इलास्टिक कॉनटिनम है आपने पाया कि सामग्री में कोई क्रैक या समावेश नहीं हैं फिलहाल आप फ्रैक्चर यांत्रिकी में आए हैं आप अंतर्निहित खामियों की भूमिका को पहचानते हैं जब मैं अंतर्निहित दोष कहता हूं तो मैं केवल एक पर विचार नहीं कर सकता संरचना में आपके पास कई दरारें होंगी बाद में जैसा कि आप सिद्धांत विकसित करते हैं आप महसूस करेंगे जो हम वास्तव में देख रहे हैं जो भी एक है जो क्रिटिकल है वह है जिसे हम अपने मॉडलिंग में देखते हैं इस तरह से आप विश्लेषण कर सकते हैं यही तरीका है कि आप इसे शुरू करने के लिए विश्लेषण कर सकते हैं अब आपके पास अध्ययन है अगर मेरे पास कई दरारें हैं तो वे कैसे परस्पर प्रभाव डालते हैं आपको किस तरीके से जाना है डिजाइन पद्धति क्या होनी चाहिए उन सभी मुद्दों को अनुसंधान के माध्यम से संबोधित किया जा रहा है तो पहला सवाल यह है कि क्रैक की क्रिटिकल लंबाई क्या है दूसरा प्रश्न किसी दिए गए क्रैक की लंबाई के लिए है रेसिड्यूल स्ट्रेंथ क्या है फिर वह समय क्या है जो क्रैक को बढ़ने के लिए लिया जाएगा और यह आपके लिए अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अगला सवाल यह है कि N D T शेड्यूल कैसे तय किया जाता है और मैंने पहले ही दिखाया था कि क्रैक शाखा बना सकती है क्रैक के शाखा बनने का कारण क्या है और अंत में ऊर्जा फैलाने वाले तंत्र क्या हैं तो यह एक ध्यान केंद्रित करता है कि आपको इस पाठ्यक्रम के अंत में जवाब देने में सक्षम होना चाहिए यदि आप इन सवालों के जवाब देने में सक्षम हैं तो आप यथोचित रूप से समझ गए हैं कि फ्रैक्चर यांत्रिकी क्या है तो इस वर्ग में हमने फोटोइलास्टिसिटी द्वारा इंगित क्रैक की गंभीरता के साथ शुरू किया मैंने यह भी उल्लेख किया है कि फोटोइलास्टिक कंटूर कुछ नहीं बल्कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का कंटूर हैं इसलिए जब हम क्रैक स्ट्रेस क्षेत्र समीकरणों को विकसित करते हैं तो हमारे लिए विश्लेषणात्मक हल से सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 को प्लॉट करना संभव है और प्रयोग के साथ इसकी तुलना करें और देखें कि क्या प्राप्त किया गया हमारा समाधान अच्छा है या क्या हमें उच्च क्रम की टर्मस लेनी होगी और फोटोइलास्टिसिटी पर प्रयोग करके ऐसे सवालों के जवाब दिए हैं फिर हमने ऐतिहासिक विकास पर ध्यान दिया कि इंगलिस का योगदान क्या था ग्रिफ़िथ का योगदान क्या था और इरविन ने इसे कैसे आगे बढ़ाया फिर हमारे पास LEFM और EPFM को वर्गीकृत करने की एक संक्षिप्त रूपरेखा थी और अंत में हमने कांच के मामले में कुछ फ्रैक्चर देखे थे और हमने कुछ सवाल उठाए थे जिनका जवाब इस पाठ्यक्रम के भाग के रूप में उत्तर देने की आवश्यकता है